ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन I पार्ट 5 सभी को नमस्कार l इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणित पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है

तो फिर से हमारे पास लंबा डैश छोटा डैश लंबा डैश छोटा डैश रेखाएं हैं l अब ग्लास बॉक्स पद्धति में अन्य अवलोकन को अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमारे पास यह है संपूर्ण आकार होगा आइए किसी दूसरे रंग शायद मैग्नेटा का उपयोग करते हैं यह वाला संपूर्ण l इसी तरह से यह एक संपूर्ण वक्र है हम देखते हैं कि यह संपूर्ण सामग्री एक आयताकार ब्लॉक के स्लॉट के रूप में उभर कर आता है l फिर से यह गेप और जो भी यहां पर है यह प्रोजेक्शन चित्र में आता है l हरे रंग की सामग्री जो इस स्तर पर आती है और यह छेद हम इसे नहीं देख सकते हैं जब हम अवलोकन के लिए इस दिशा से दिशा से देख रहे हैं एक वृत्ताकार स्थिति जहां भी होती है हमारे पास यह डैश रेखाएं होती हैं l इसी तरह से यह वृत्त इसको हम नहीं देख सकते हैं l जब यह साइड व्यू यदि हम इसे वहां भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास यह डैश रेखाएं है l यह ब्लॉक विधि बॉक्स विधि का उपयोग करने का तरीका है हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू को प्राप्त करने की स्थिति में होंगे l एक चीज जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है l हमारे साइड व्यू फ्रंट व्यू या टॉप व्यू से जुड़े हुए हैं प्रोजेक्शन पद्धति के आधार पर इस साइड या शायद इस साइड से हम क्या उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस मामले में इस ज्यामिति को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह उसके साथ है

इसलिए यह प्रदर्शित करने के लिए कि यह केंद्र है हमारे पास यह लंबी डैश छोटी डैश लाइनें हैं यह वह तरीका है जिससे हम फ्रंट व्यू का निर्माण करते हैं l आइए अब टॉप व्यू को देखते हैं यह फ्रंट व्यू है l अब टॉप व्यू में जब हम इन रेखाओं को देखते हैं तो इनको विजिबल होना चाहिए l इसलिए हमारे पास रेखाएं हैं जो यहां दिखाई देती हैं यह पूरा अर्थ वृत्ताकार भाग बॉटम प्लेन पर प्रोजेक्ट होता है l इसलिए यह एक आयत के जैसा दिखता है इन पूरी रेखाएं को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास यह डैश रेखाएं हैं और जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो हम इन वक्रों का अवलोकन करेंगे l तो हमारे पास यह वक्र हैं यहां पर अर्धवृत्त आकार l इसी प्रकार से यह अर्धवृत्त टॉप व्यू से दिखाई देता है l तो यह दिखाई देगा और इस भाग को एक रेखा के रूप में देखेंगे और यह छेद दिखाई देंगे l तो हमारे पास वह होगा l बाकी बची हुई केंद्र रेखा के लिए हम लंबे डैश और छोटे डैश का उपयोग करेंगे यह फ्रंट व्यू की दिशा है l आइए हम साइड व्यू से देखें l जब हम साइड व्यू देख रहे होते हैं तो यह पूरी चीज एक साधारण आयताकार ब्लॉक बन जाती है इसलिए इस साधारण आयताकार ब्लॉक को प्रोजेक्शन करने पर हम यहां प्रदर्शित कर रहे हैं और एक छेद यहां शुरू और खत्म होता है l तो हमारे पास यह डेस रेखाएं हैं जो इस से गुजरती हैं l तो हमारे पास वह लंबी डैश छोटी डैश लाइन है यहां छेद हैं जब हम साइड व्यू से देख रहे हैं तो ये लाइनें दिखाई देंगी तो हमारे पास यह डैश लाइनें हैं और एक अक्ष रेखा उस छेद से गुजरती है तो हमारे पास वह लंबी डैश छोटी डैश लाइन है इसको फ्रंट व्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं l यह टॉप व्यू है और बॉक्स पर बॉक्स पद्धति का उपयोग करते हुए यह साइड व्यू है l आइए अब व्यूज से एक वस्तु का अनुमान लगाते हैं l हम हर समय वस्तु से यह कल्पना करने की कोशिश कर रहे हैं की वहां से अधिकतम आकार अधिकतम डाइमेंशंस क्या है l आइए फ्रंट व्यू बनाते हैं इस प्रोजेक्शन करने का प्रयास करें और इस को प्रदर्शित करें और चित्र को संयोजित करें l अब हम इन दिए हुए अवलोकन से ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर सकते हैं यह वह एक्सरसाइज है जिसका आपको अभ्यास करना चाहिए l तो यह दिए गए व्यूज हैं यदि मुझे बॉक्स पद्धति है तो फ्रंट व्यू कहां है यहां पर कितने व्यूज हैं l सबसे पहले यहां पर बॉक्स पद्धति का इस्तेमाल करते हुए तीन व्यूज हैं l नीचे वाला हमेशा फ्रंट व्यू होता है और यह टॉप व्यू है और यह साइड व्यू है l इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की वस्तु हो यदि हमारे पास बॉक्स जैसा कुछ है टॉप व्यू के द्वारा साइड व्यू और साइड व्यू के द्वारा फ्रंट व्यू को सपोर्ट करते हैं l तो इसके बारे में हम इसे फ्लिप करने जा रहे हैं इन बिंदुओं के ऊपर हम इसे फ्लिप करने जा रहे हैंl तो इस तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट को व्यक्त करने जा रहे हैं l इसलिए आइए इसको ध्यान से देखते हैं l क्या आप ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू का अनुमान लगा सकते हैं वह कुछ इसके जैसा होता है l इसलिए जहां भी निरंतर रेखाएं दिखती हैं वहां ऐसा प्रतीत होता है कि कोई वस्तु एक उभार की तरह हो सकती है या शायद डिप्रेशन भी मिल सकता है l उदाहरण के लिए यह स्टेप जैसा कुछ हो सकता है और यहां पर कोई मटेरियल नहीं है क्योंकि यह कंटीन्यूअस भाग नहीं है l इसका मतलब है यहां स्टेप के प्रकार की कोई चीज है l जहां कोई मटेरियल नहीं है यह एक कांटे की तरह अधिक है हमारे पास दो जुड़ने वाले प्रकार का भाग हैं और यहां एक छुपी हुई डैश रेखाएं हैं इसका मतलब है कि बैक साइड में कुछ स्टेप तरह की चीज हो सकती है यहां फ्रंट व्यू में डैश रेखाएं हैं दो समानांतर डैश रेखाएं और शायद यह एक गोल छेद वाली चीज हो सकती है

इसलिए संभवतः यदि हम यहां देख रहे हैं तो एक छेद जैसा कुछ हो सकता है जिसे हम केवल एक छेद के रूप में देख सकते हैं तो यह एक बेलनाकार चीज़ माना जाता हैऐसा लगता है कि इस दिशा में एक स्टेप गुजर रहा है l इस तरीके से हम फ्रंट व्यू का अनुमान लगा रहे हैं l आइए अब इस ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू में देखते हैं l यहां हमने जो भी निर्माण किया है वह इस टॉप व्यू से समझ में आ रहा है हमें टॉप व्यू को देखना है मतलब इस दिशा से हमें इसको देखना है जैसे कि यह फ्रंट व्यू की दिशा हो यदि हम इस दिशा से देख रहे हो तो यह दो ब्लॉक आने चाहिए l इसलिए यह फ्रंट व्यू सही नहीं है संभवतः फ्रंट व्यू इस दिशा में होना चाहिए l यह पहला अवलोकन है जो हमें इस से मिलेगा l इसलिए जब हमारे पास इस तरह की चीज संभव है अगर हम इसे देख रहे हैं यह ब्लॉक उस ब्लॉक का मिलान होना चाहिए इसलिए यह भी फ्रंट व्यू नहीं हो सकता है l इसलिए हमें इस दिशा में देखना होगा l संभवत यह फ्रंट व्यू की दिशा है जब हम इसे फ्रंट व्यू बना रहे हैं इस प्रकार की चीज को 90 डिग्री से संरेखित कर रहे हैं तो हमें यह प्राप्त हो रहा है l टॉप व्यू से मान लेते हैं कि इस स्लॉट को यहां बनाते हैं यह स्लॉट हम यहां देखने जा रहे हैं लेकिन टॉप व्यू में हम कुछ वृत्त जैसा देख रहे हैं l इसका मतलब है उस दिशा में एक सर्कल की तरह कुछ होना चाहिए लेकिन उस दिशा में नहीं इसी प्रकार जब हम साइड व्यू से देख रहे होते हैं तो हमें सर्कल जैसा कुछ दिखाई नहीं देता

सबसे पहले हमें यह विजुलाइज करना होगा की फ्रंट व्यू क्या होगा l क्या हम यथोचित अनुमान लगा सकते हैं की यह टॉप व्यू के अनुरूप है इसके साथ ही क्या यह साइड व्यू के भी अनुरूप है l इसके आधार पर व्यक्ति को इस प्रकार की 3D ऑब्जेक्ट को विजुअली निर्माण करने के लिए इन फ्रंट और बैक इटरेशन को करने की स्थिति में होना चाहिए l इसलिए अवलोकन देखते हुए हमें इसका अभ्यास करना चाहिए की आइसोमेट्रिक तरीके से ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा l आपका बहुत बहुत धन्यवाद l